इस डेटा हैंडलिंग और एनालिटिक्स पर व्याख्यान के पहले भाग में हम ज्यादातर डेटा हैंडलिंग पर ध्यान केंद्रित करेंगे और दूसरे भाग में हम ज्यादातर एनालिटिक्स पर ध्यान केंद्रित करने वाले हैं इसलिए डेटा पर अधिकार करने के लिए और इसे क्लाउड में या सर्वर या हमारे पास जो भी भंडारण तंत्र है में संग्रहीत किया जाता है हमें अब डेटा का उपयोग करना होगा इसका उपयोग करने के लिए हमें इसका विश्लेषण करना होगा हमें डेटा का विश्लेषण करना होगा तो इसके लिए अलग अलग उपकरण हैं अलग अलग विधियां हैं सबसे आम और सबसे मौलिक सांख्यिकीय तरीकों पर आधारित होती हैं इसलिए आधारभूत सांख्यिकीय विधियों को स्टोर डेटा पर लागू किया जा सकता है ताकि उस संग्रहीत डेटा से अधिक समझ और अधिक जानकारी प्राप्त की जा सके इसलिए हमारे पास डेटा एनालिटिक्स है मूल रूप से डेटा का विश्लेषण किया जाना है इसलिए IoT के संदर्भ में लोग डेटा एनालिटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं तो स्टेट विश्लेषण क्या है मैं इनमें से एक परिभाषा पढ़ने जा रहा हूं इसलिए डेटा एनालिटिक्स डेटा सेट की जांच करने की प्रक्रिया है जिसमें वे शामिल जानकारी के बारे में निष्कर्ष निकालते हैं इसका मतलब है इस डेटा सेट में कौन सी जानकारी निहित है विशिष्ट प्रणालियों और सॉफ्टवेयर की सहायता से विभिन्न विशिष्ट सॉफ्टवेयर सिस्टम वगैरह के साथ मौजूदा डेटा में विद्यमान जानकारी प्राप्त की जा सकती है डेटा एनालिटिक्स प्रौद्योगिकियों और तकनीकों का व्यापक रूप से व्यावसायिक उद्योगों में उपयोग किया जाता है ताकि संगठनों को अधिक सूचित व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम किया जा सके और वैज्ञानिक और शोधकर्ताओं द्वारा वैज्ञानिक मॉडल सिद्धांतों और परिकल्पना को सत्यापित या अस्वीकृत किया जा सके तो यह मूल आधार है जिसमें डेटा एनालिटिक्स मूल रूप से काम करते हैं और मूल रूप से डेटा एनालिटिक्स की जो विभिन्न चिंताएं हैं मैंने इस विशेष परिभाषा में उल्लेख किया है इसलिए जब हम सामान्य रूप से विश्लेषण के बारे में बात करते हैं तो विश्लेषण दो रूपों में आता है हम या तो प्राप्त किए गए डेटा पर गुणात्मक विश्लेषण कर सकते हैं या हम मात्रात्मक विश्लेषण कर सकते हैं तो गुणात्मक विश्लेषण मूल रूप से डेटा के विश्लेषण से संबंधित है जो प्रकृति में श्रेणीबद्ध हैं इसलिए गुणात्मक विश्लेषण जबकि मात्रात्मक विश्लेषण उस प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसके द्वारा संख्यात्मक विधियों का उपयोग किया जा सकता है संख्यात्मक डेटा का विश्लेषण मात्रात्मक विश्लेषण के माध्यम से किया जा सकता है इसलिए श्रेणीबद्ध डेटा गुणात्मक विश्लेषण काफी अच्छा है संख्यात्मक डेटा के लिए मात्रात्मक विश्लेषण मात्रात्मक विधियाँ उपयोगी हैं इसलिए गुणात्मक विश्लेषण डेटा को संख्यात्मक मानों के माध्यम से वर्णित नहीं किया जाता है लेकिन कुछ प्रकार के वर्णनात्मक संदर्भों जैसे कि टेक्स्ट द्वारा वर्णित किया जाता है इस गुणात्मक डेटा को कई तरीकों से इकट्ठा किया जा सकता है जैसे कि साक्षात्कार से विभिन्न लोगों से साक्षात्कार वीडियो से ऑडियो रिकॉर्डिंग से फ़ील्ड नोट उद्योग मैनुअल और इसी तरह के अन्य इस डेटा की व्याख्या करने की आवश्यकता है डेटा का समूहीकरण जहाँ गुणात्मक और मात्रात्मक विश्लेषण में पहचान योग्य विषयों से किया जाना चाहिए गुणात्मक विश्लेषण को तीन मूल सिद्धांतों द्वारा संक्षेपित किया जा सकता है चीजों पर ध्यान दें चीजों को इकट्ठा करें और इसके बारे में सोचें हमें इनमें से प्रत्येक के विवरण में आने की आवश्यकता नहीं है अगला एक मात्रात्मक विश्लेषण है इसलिए मात्रात्मक विश्लेषण अलग अलग सांख्यिकीय विधियों जैसे कि वर्णनात्मक आंकड़ों का उपयोग करके संख्यात्मक डेटा पर होता है विशेष रूप से डेटासेट माध्य माध्य मानक विचलन और इसी तरह के अन्य साधनों का पता लगाता है अक्सर निम्न आकस्मिकता और सहसंबंध डेटा फैलाव विश्लेषण और चर के बीच संबंध फिर प्रतिगमन विश्लेषण सांख्यिकीय महत्व परिशुद्धता त्रुटि सीमा आदि मात्रात्मक विश्लेषण सांख्यिकीय मॉडल और विचरण के विश्लेषण के साथ शामिल होते हैं तो ये विभिन्न मात्रात्मक तरीके हैं जो डेटा के मात्रात्मक विश्लेषण के लिए उपयोग किए जाते हैं अब गुणात्मक डेटा और मात्रात्मक डेटा के बीच तुलना की बात आती है तो गुणात्मक डेटा को ज्यादातर देखा जा सकता है जबकि मात्रात्मक डेटा को मापा जा सकता है गुणात्मक डेटा में गुणात्मक विवरण शामिल होते हैं जिसमें विवरण शामिल होते हैं दूसरी ओर मात्रात्मक डेटा में संख्याएं संख्यात्मक आदि शामिल होते हैं जबकि गुणात्मक डेटा में गुणवत्ता पर जोर दिया जाता है मात्रात्मक डेटा में मात्रा पर जोर दिया जाता है गुणात्मक डेटा के उदाहरणों में रंग गंध स्वाद वगैरह शामिल हैं जिन्हें इतनी आसानी से मात्राबद्ध नहीं किया जा सकता है दूसरी ओर मात्रात्मक डेटा में वॉल्यूम वजन वगैरह शामिल हैं ये संख्याएं हैं ये आंकड़े हैं जिनका उपयोग विभिन्न गणनाओं को करने के लिए किया जा सकता है डेटा एनालिटिक्स का लाभ यह है कि यह महत्वपूर्ण रुझानों की पहचान के लिए अनुमति देता है यह व्यवसायों को प्रदर्शन समस्याओं की पहचान करने में मदद करता है जिन्हें हमें किसी प्रकार की कार्रवाई की आवश्यकता होती है कुछ भविष्यवाणी की जा सकती है फास्ट डेटा के विश्लेषण से आप कुछ जानते हैं इसलिए व्यवसाय में समझ सकते हैं कि क्या मात्रात्मक रूप से गलत हो गया है या हम गुणात्मक रूप से भी हो सकते हैं तो डेटा एनालिटिक्स इसके लिए उपयोगी हैं तो एनालिटिक्स विश्लेषिकी को एक दृश्य तरीके से भी किया जा सकता है और यह तेजी से और बेहतर निर्णय लेने में मदद कर सकता है विश्लेषिकी एक कंपनी को अपने प्रतिद्वंद्वियों के साथ बढ़त प्रदान कर सकता है तो यही कारण है कि वास्तव में डेटा एनालिटिक्स उद्योग में बहुत लोकप्रिय हो गया है न केवल औद्योगिक में बल्कि जीवन के लगभग सभी क्षेत्रों में डेटा एनालिटिक्स बहुत लोकप्रिय हो गया है क्योंकि आप अपने आसपास घटने वाली प्रक्रियाओं की अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सांख्यिकीय के विभिन्न सांख्यिकीय मॉडल मात्रात्मक विश्लेषण करने के लिए सांख्यिकीय मॉडल को अपनाया जा सकता है और एक सांख्यिकीय मॉडल को गणितीय समीकरण के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे चर के बीच संबंध बनाने के लिए तैयार किया जाता है एक सांख्यिकीय मॉडल दिखाता है कि यादृच्छिक चर का एक सेट यादृच्छिक चर के दूसरे सेट से कैसे संबंधित है और यह एक सांख्यिकीय मॉडल है जिसे एक आदेशित जोड़ी एक्स पी के रूप में दर्शाया गया है जहां X सभी संभावित अवलोकनों के सेट को दर्शाता है और P X पर वितरण की संभावना के सेट को संदर्भित करता है सांख्यिकीय मॉडल को मोटे तौर पर पूर्ण मॉडल और अपूर्ण मॉडल के रूप में वर्गीकृत किया गया है पूर्ण मॉडल में समीकरणों की संख्या के समान चर होते हैं तो पूर्ण मॉडल में समीकरणों की संख्या और चर की संख्या समान हैं इसलिए यदि हमारे पास चर की संख्या और समीकरणों की संख्या बराबर है तो हमारे पास एक पूर्ण मॉडल है और एक अधूरे मॉडल में चर की संख्या और समीकरणों की संख्या समान नहीं हैं वे मेल नहीं खाते हैं इसलिए सांख्यिकीय मॉडल बनाने के लिए डेटा इकट्ठा करना वर्णनात्मक प्रदर्शन करना भविष्यवक्ता क्या हैं इस बारे में आवश्यक तरीके सोचें फिर मॉडल बनाएं और फिर परिणामों की व्याख्या करें विचरण का विश्लेषण जिसे एनोवा विश्लेषण के रूप में जाना जाता है एक पैरामीट्रिक सांख्यिकीय तकनीक है जिसका उपयोग दो डेटा सेटों या दो से अधिक डेटा सेटों की तुलना करने के लिए किया जा सकता है इसलिए ANOVA को तब लागू किया जाता है जब नमूनों की दो से अधिक आबादी की तुलना की जाती है इसलिए हमारे पास एक डेटासेट है हमारे पास एक और डेटासेट है हम इन दो आबादी की तुलना कर यह देखना चाहते हैं कि इन दो डेटासेट के बीच क्या संबंध है इन दो डेटाबेस सेटों के बीच किस तरह की समानता निकलती है इसलिए एनोवा को प्रदर्शन करने के लिए एक निरंतर प्रतिक्रिया चर और कम से कम एक श्रेणीगत कारक होना चाहिए उदाहरण के लिए आयु लिंग वगैरह कम से कम दो या अधिक स्तरों के साथ उदाहरण स्थान 1 स्थान 2 वगैरह तो इसका क्या मतलब है मूल रूप से स्तर का मतलब है कि एक स्थान एक स्थान खड़गपुर दूसरा स्थान कोलकाता तो ये दो अलग अलग स्थान हैं जो दो अलग अलग स्तरों के अनुरूप हैं और श्रेणियों का मतलब है कि उम्र एक श्रेणी है इसलिए एक विशेष श्रेणी जैसे कि उम्र के संबंध में आप जानते हैं तो दो अलग अलग स्थानों पर समानता क्या है या असमानता क्या है वैसे ही लिंग या किसी अन्य श्रेणी के संबंध में एनोवा को लगभग सामान्य रूप से वितरित जनसंख्या के डेटा की आवश्यकता होती है तो यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण धारणा या बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है जिसे आप जानते हैं तो प्रदर्शन के लिए सामान्य वितरण आवश्यक है एनोवा विश्लेषण करने के लिए डेटा सेट का सामान्य वितरण होना चाहिए एनोवा प्रदर्शन करने के लिए गुण एक मामले की स्वतंत्रता है जो नमूना चुना गया है वह यादृच्छिक होना चाहिए यादृच्छिक का चयन किया जाता है कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए चयनित नमूने में कोई पैटर्न नहीं होना चाहिए सामान्यता दूसरी विशेषता है जो प्रत्येक समूह के वितरण को स्थिर करती है इसलिए समूह के भीतर डेटा का सामान्य वितरण होना चाहिए और समरूपता जो समूहों के बीच भिन्नता को बनाए रखती है और यह भिन्नता समान होनी चाहिए इसलिए हमारे पास शायद झुग्गी क्षेत्रों से तुलना करने के लिए शहरों के डेटा का परिदृश्य नहीं होना चाहिए इसी तरह कोलकाता के डेटा की तुलना में खड़गपुर के डेटा से नहीं होनी चाहिए इसलिए क्योंकि हमारे पास एक शहर है और हमारे पास एक क़स्बा है इसलिए दो अलग अलग डेटासेट हैं जिन्हें आप एक दूसरे के साथ तुलना करना चाहते हैं इसलिए उनके पास बहुत बड़ा विचरण है और विचरण यथासंभव न्यूनतम होना चाहिए विचरण के विश्लेषण के तीन अलग अलग प्रकार हैं एक तरह से विश्लेषण जो एक निश्चित कारक को स्थिर करता है उदाहरण के लिए कारक आयु लिंग आदि हो सकते हैं दो तरह से विश्लेषण हो सकता है जहां दो या दो से अधिक कारक शामिल होने जा रहे हैं तो शायद दोनों उम्र और लिंग दोनों को एनोवा विश्लेषण में दो तरह से कारक माना जाएगा और यह k तरह का विश्लेषण हो सकता है जहां k कारक चर शामिल हैं फिर अलग अलग तरीके हैं विभिन्न विशेषताएं जो विचरण के विश्लेषण के लिए हैं कुल वर्ग का योग 1 है एफ अनुपात एक और है और स्वतंत्रता की डिग्री है इसलिए इन सभी चीजों को प्रदर्शन और इसके विचरण के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए मैं इन के माध्यम से नहीं जा रहा हूँ क्योंकि यह अनिवार्य रूप से सांख्यिकीय तरीकों में एक कोर्स नहीं है और ये सभी उपलब्ध हैं लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि IoT सिस्टम से प्राप्त डेटा पर विश्लेषण करने के लिए ANOVA विश्लेषण का उपयोग किया जा सकता है अगली अवधारणा जिसे समझना है वह डेटा फैलाव है डेटा फैलाव फैलाव कितना है इस बारे में है इसका मतलब है फैलाव मूल रूप से सांख्यिकीय का एक माप है तो यह सांख्यिकीय फैलाव का एक माप है एक गैर नकारात्मक वास्तविक संख्या जो 0 है यदि सभी डेटा समान हैं और क्योंकि डेटा अधिक विविध हो जाता है तो यह बढ़ जाता है फैलाव के मापों के उदाहरणों में शामिल हैं सीमा औसत पूर्ण विचलन विचरण और मानक विचलन इसलिए आमतौर पर जब हम फैलाव के बारे में बात करते हैं तो हम विचरण और मानक विचलन के संदर्भ में बात करते हैं तो आदर्श से आदर्श का कितना विचलन है तो यह फैलाव स्थिरांक है इसलिए जैसा कि मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि इतनी सीमा है और इसका क्या मतलब है कि पूर्ण मानक विचलन दिया गया है तो पूर्ण विचलन का औसत दिया गया है विचरण और मानक विचलन यहाँ फैलाव निर्णय लेने के जाने पहचाने तरीके हैं और ये यहाँ पर दिए गए हैं इसके बाद एक आकस्मिकता और सहसंबंध आता है तो आंकड़ों में एक आकस्मिक तालिका एक मैट्रिक्स प्रारूप में तालिका का एक प्रकार है जो चर के बहुभिन्नरूपी वितरण को प्रदर्शित करता है यह दो चर के बीच अंतर्संबंध की मूल तस्वीर प्रदान करता है सहसंबंध दो निरंतर सतत चर के बीच संबंधों की जांच करने के लिए एक तकनीक है इसलिए उन्हें निरंतर परिवर्तनशील चर रहना होगा यह बहुत महत्वपूर्ण है और इन दो चर को कितना सहसंबद्ध किया जाता है और वे कितने सहसंबद्ध हैं और उनके बीच क्या संबंध है तो एक लोकप्रिय उपाय पियर्सन के सहसंबंध Pearson's correlation गुणांक है और यह मूल रूप से दो चर के बीच सहयोग की ताकत को मापता है फिर रिग्रेशन प्रतिगमनएनालिसिस आता है इसलिए प्रतिगमन विश्लेषण मूल रूप से विभिन्न चर के बीच संबंधों का अनुमान लगाने की कोशिश करता है यह स्वतंत्र चर और एक या अधिक स्वतंत्र चर के बीच संबंध पर केंद्रित है तो हमारे पास एक आश्रित चर है और हमारे पास एक स्वतंत्र है हमारे पास एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर हैं और निर्भर चर एक समय में या एक साथ लिए गए इन चर में से एक या अधिक से कैसे संबंधित हैं इसलिए प्रतिगमन विश्लेषण दिए गए स्वतंत्र चर की आश्रित चर पर सशर्त अपेक्षा का अनुमान लगाता है अनुमान लक्ष्य एक स्वतंत्र चर का एक फ़ंक्शन है जिसे प्रतिगमन फ़ंक्शन कहा जाता है यह प्रतिगमन फ़ंक्शन के आसपास स्वतंत्र चर की भिन्नता को दर्शाता है जिसे एक संभाव्यता वितरण द्वारा वर्णित किया जा सकता है इसलिए प्रतिगमन विश्लेषण विभिन्न तरीकों से सहायक है इसका उपयोग यह समझने के लिए किया जा सकता है कि स्वतंत्र चर एक समय में या एक साथ आश्रित चर से कैसे संबंधित हैं सांख्यिकीय सार्थकता महत्वपूर्ण है यह मूल रूप से इस संभावना को मापता है कि दी गई भिन्नता और आधार रेखा के बीच रूपांतरण दर में अंतर किसी यादृच्छिक अवसर के कारण नहीं है इसलिए सांख्यिकीय रूप से आप जानते हैं कि परिणाम कितना महत्वपूर्ण हैं कुछ ऐसा है जिसे मापा जाना है तो सांख्यिकीय महत्व मूल रूप से जोखिम सहिष्णुता और आत्मविश्वास के स्तर को दर्शाता है तो प्राप्त परिणामों पर कितना विश्वास है तो यह सांख्यिकीय महत्व के माध्यम से मापा जाता है इसलिए आम तौर पर दो मुख्य चर होते हैं जो सांख्यिकीय महत्व को निर्धारित करने के लिए आवश्यक होते हैं एक नमूना आकार है दूसरा एक प्रभाव का आकार है नमूना आकार प्रयोग के नमूने के आकार को संदर्भित करता है नमूना का आकार जितना बड़ा होता है उतना ही अधिक आत्मविश्वास होता है कि प्रयोग के परिणाम पर एक अधिक विश्वास हो सकता है और प्रभाव का आकार दोनों समूहों के बीच मानकीकृत औसत अंतर है इसलिए यदि किसी विशेष प्रयोग से अलग अलग प्रभाव के आकार का अनुमान लगाया जाता है तो प्रत्येक अध्ययन को आसानी से प्रभाव के आकार का एक समग्र सर्वोत्तम अनुमान देने के लिए जोड़ा जा सकता है परिशुद्धता और त्रुटि सीमाएं महत्वपूर्ण हैं तो परिशुद्धता मूल रूप से चिंता करती है कि अनुमान अलग अलग नमूनों से एक दूसरे के कितने करीब हैं मानक त्रुटि परिशुद्धता का एक माप है जब मानक त्रुटि छोटा होता है विभिन्न नमूनों से अनुमान मूल्य में नज़दीक हो जाएगा और इसके विपरीत भी तो सटीकता मानक त्रुटि के विपरीत है तो यह सटीकता और त्रुटि हाथ में है त्रुटि की सीमा को अधिक और कम करने वाले को त्रुटि सीमा पर विचार करते समय ध्यान में रखा जाता है इसलिए जैसा कि मैं शुरू में उल्लेख कर रहा था कि विभिन्न सांख्यिकीय उपकरण हैं जो कि सहसंबंध विश्लेषण प्रतिगमन विश्लेषण विचरण के विश्लेषण जैसे अतिरिक्त सांख्यिकीय टूल का उपयोग यह समझने के लिए किया जा सकता है कि प्राप्त किए गए डेटा पर अंतर्दृष्टि कैसे प्राप्त करें परंतु ये मूल विश्लेषणात्मक तरीके हैं और जो हमने यहां पर चर्चा नहीं की है और हमने जानबूझकर खुद को केवल उन चीजों पर चर्चा नहीं करने के लिए सीमित किया है जैसे कि टेक्स्ट का टेक्स्ट डेटा का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है या वीडियो डेटा का विश्लेषण कैसे किया जा सकता है और इसी तरह इसलिए वीडियो डेटा छवियों का विश्लेषण किया जा सकता है इत्यादि इसलिए विभिन्न प्रकार के डेटा का विश्लेषण किया जा सकता है इसलिए हमने जानबूझकर चर्चा नहीं की है क्योंकि इसके लिए टेक्स्ट प्रसंस्करण वीडियो प्रसंस्करण छवि प्रसंस्करण और इतने पर विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है और हम उन प्रकार के एनालिटिक्स की गहराई में नहीं जाना चाहते हैं तो ये अंतर हैं तो इस के साथ हम अंत में आते हैं और जैसा कि मैं डेटा हैंडलिंग से पहले उल्लेख कर रहा था IoT के संदर्भ में डेटा एनालिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि IoT डोमेन में बहुत अधिक डेटा उत्पन्न होता है और इस डेटा को न केवल विश्लेषण करना है बल्कि विश्लेषण करने से पहले उन्हें संभालना होगा उन्हें क्लाउड जैसी तकनीकों का उपयोग करके संभालना होगा हमें हडूप जैसी तकनीक को काम में लेना होगा और एक बार उन्हें संभाल लेने का मतलब है कि डेटा संग्रहीत किया गया है उन्हें साफ और संग्रहीत किया गया है और इसी तरह उन्हें विश्लेषण किया जाना है विश्लेषण के लिए हमारे पास ये अलग अलग सांख्यिकीय तरीके हैं हमारे पास मशीन लर्निंग छवि प्रसंस्करण वीडियो प्रसंस्करण टेक्स्ट प्रसंस्करण और इतने पर आधारित विभिन्न अन्य विधियां हैं तो वे अग्रिम तरीके हैं जो हम इस विशेष व्याख्यान में इस विशेष पाठ्यक्रम में शामिल नहीं करते हैं